नमस्कार ऐस्टीमेशन फॉर वायरलेस सिस्टम पर चल रहे मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स के एक और अध्याय में स्वागत है आज हम लोग चैनल ऐस्टीमेशन देखने वाले हैं और खासतौर पर MIMO चैनल ऐस्टीमेशन जहां MIMO का तात्पर्य है मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट तो आज हम मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट का चैनल ऐस्टीमेशन या कहें MIMO वायरलेस कम्युनिकेशन का चैनल ऐस्टीमेशन देखने वाले हैं तो चलिए आज हम MIMO चैनल ऐस्टीमेशन को देखते हैं जैसा हमने पहले कहा MIMO मतलब मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट होता है और मल्टीपल इनपुट का तात्पर्य हम बात कर रहे हैं मल्टीपल ट्रांसमिट एंटीनास के बारे में मल्टीपल ट्रांसमिट एंटीना के द्वारा मल्टीपल इनपुट सिंबल ट्रांसमिट होते हैं और साथ ही साथ मल्टीपल आउटपुट जिन्हें हम कह सकते हैं मल्टीपल रिसीवड एंटीना से संबंधित होते हैं और मल्टीपल आउटपुट सिंबल्स जोकि मल्टीपल आउटपुट एंटीना के द्वारा रिसीव किए जाते हैं तो मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट कम्युनिकेशन सिस्टम का मतलब मूलतः एक वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम जिसमें ट्रांसमीटर पर मल्टीपल ट्रांसमिट एंटीना और रिसीवर पर भी मल्टीपल रिसीव एंटीना होते हैं ठीक है तो सबसे पहले मल्टीपल इनपुट जो मल्टीपल ट्रांसमिट या Tx एंटीना से संबंधित है औरऔर मल्टीपल आउटपुट भी मल्टीपल रिसीव से संबंधित है जब हम मल्टीपल कहते हैं इसका मतलब एक से ज्यादा होता है मल्टीपल रिसीव और मल्टीपल ट्रांसमिट एंटीना मिलकर एक MIMO वायरलेस सिस्टम बनाते हैं उदाहरण के लिए चलिए हम एक सरल MIMO सिस्टम का विचार करते हैं यहां पर दो ट्रांसमिट एंटीना और दो रिसीव एंटीना होंगे तो चलिए मैं इसे यहां बनाता हूं एक सरलMIMO सिस्टम यह चित्र है एक सरल MIMO सिस्टम का य ह T x ट्रांसमीटर है और Rx रिसीवर है और यहां हमने एक सरल उदाहरण लिया है जिसमें मूलतः 2 ट्रांसमिट एंटीना और 2 ही रिसीव एंटीना है हम एक सरल MIMO सिस्टम का विचार कर रहे हैं जिसमें दो ट्रांसमिट एंटीना और दो रिसीव एंटीना हो यह 2 cross 2 MIMO सिस्टम कहलाता है अगर हमारे पास T ट्रांसमिट एंटीना और R रिसीव एंटीना हो तो यह एक R cross T MIMO सिस्टम कहलाता है तो यह एक सरल उदाहरण है 2 cross 2 MIMO सिस्टम का यहां पर दो ट्रांसमिट एंटीना और यह आपके दो रिसीव एंटीना है और इन्हें 2 cross 2 MIMO सिस्टम कहते हैं सामान्य रूप में R रिसीव और T ट्रांसमिट एंटीना के लिए इसे R cross T MIMO सिस्टम कहते हैं तो हम यहां एक 2 cross 2 MIMO सिस्टम का विचार कर रहे हैं और अब चलिए हम ट्रांसमिट एंटीना 1 को T 1 ट्रांसमिट एंटीनाऔर 2 को T 2 ट्रांसमिट एंटीना से दर्शाते हैं रिसीव एंटीना 1 को R1 से और रिसीव एंटीना 2 को R2 से दर्शाते हैं ठीक है चलिए हम चैनल कॉएफिशिएंट जोकि ट्रांसमिट एंटीना 1 और रिसीव एंटीना 1 के बीच है उसे h 1 1 और ट्रांसमिट एंटीना 1 और रिसीव एंटीना 2 के बीच है उसे h 2 1 से दर्शाते हैं और इसी तरह से फेडिंग चैनल कॉएफिशिएंट जोकि ट्रांसमिट एंटीना 2 और रिसीव एंटीना 1 के बीच हो उसे h 1 2 से दर्शाते हैं और चलिए ट्रांसमिट एंटीना 2 और रिसीव एंटीना 2 के बीच के को एफिशिएंट को h 2 2 से दर्शाते हैं हमारे पास यहां 2 ट्रांसमिट एंटीना और 2 रिसीव एंटीना है इसका मतलब हमारे पास 4 वायरलेस लिंक है हर ट्रांसमिट और रिसीव एंटीना के जोड़े के बीच हमारे पास एक चैनल है क्योंकि यहां हमारे पास 2 ट्रांसमिट 2 रिसीव एंटीना है हमारे पास मूल रूप से 4 लिंक है या जिन्हें हम विशेष रुप से 4 चैनल कोएफिशिएंट कह सकते हैं जिसका मतलब 2 टाइम्स 2 जो होता है 4 चैनल को एफिशिएंट किसी भी R cross T सिस्टम में किसी R cross T सिस्टम में चैनल को एफिशिएंट होते ही R टाइम T के बराबर और ध्यान दीजिए कि हम चैनल कोएफिशिएंट को h i j से दर्शा रहे हैं जहां पर h i j चैनल कोएफिशिएंट है रिसीव एंटीना i और ट्रांसमिट एंटीना j के बीच का तो यह ith रिसीव एंटीना और jth ट्रांसमिट एंटीना के बीच का चैनल कोएफिशिएंट है या फ्लैट फैडिंग चैनल कोएफिशिएंट है उदाहरण के तौर पर अगर आप चैनल कोएफिशिएंट h 2 1 को देखें h 21 जोकि चैनल कोएफिशिएंट है दूसरे रिसीव एंटीना और पहले ट्रांसमिट एंटीना के बीच का तो यह h 21 है हां ठीक है अगर हम एक सरल उदाहरण ले h 2 1 तो यह चैनल कोएफिशिएंट है Tx एंटीना 1 और R x एंटीना 2 के बीच का और आगे अब अगर हम हमारे MIMO सिस्टम को देखें चलिए मान लेते हैं x 1 सिंबल है ट्रांसमिट एंटीना 1 के द्वारा ट्रांसमिट हुआ सिंबल है x 2 ट्रांसमिट एंटीना 2 के द्वारा ट्रांसमिट हुआ सिंबल है y1 रिसीवड एंटीना 1 पर रिसीव हुआ सिंबल है y 2 रिसीवड एंटीना 2 पर रिसीव हुआ सिंबल है तो सामान्य रूप से अगर कहे x j सिंबल है जोकि एंटीना j के द्वारा ट्रांसमिट हुआ है और y i सिंबल है जोकि रिसीव एंटीना i के द्वारा रिसीव किया हुआ है तो मूलतः x j सिंबल है जोकि एंटीना j के द्वारा ट्रांसमिट हुआ है और y i सिंबल है जोकि रिसीव एंटीना i के द्वारा रिसीव किया हुआ है तो yi दिया जाएगा चलिए yi की अभिव्यक्ति को लिख लेते हैं y i जो बराबर है hi 1 टाइम x 1 yi किसी समय k पर दिया जाएगा hi1 टाइम x1 k hi2 टाइम x 2k h i t टाइम x t k v i ऑफ kके द्वारा तो यह रिसीवड सिंबल है जोकि रिसीव एंटीना i वाइपर रिसीव हुआ है और यह y i k है जो किसी समय k पर रिसीव एंटीना i पर रिसीव हुआ है अगर आप देखें h i1 टाइम x 1 k इसमें h i 1 कोएफिशिएंट है रिसीव एंटीना i और ट्रांसमिट एंटीना 1 के बीच का और x 1 k सिंबॉल है जो ट्रांसमिट हुआ है ट्रांसमिट एंटीना 1 के द्वारा h i 2 कोएफिशिएंट है रिसीव एंटीना i और ट्रांसमिट एंटीना 2 के बीच का टाइम x 2 k जहां x 2 k ट्रांसमिट एंटीना 2 के द्वारा ट्रांसमिट हुआ सिंबॉल है से लेकर और जब तक h i t टाइम्स x t k जहां x t k ट्रांसमिट एंटीना t के द्वारा ट्रांसलेट हुआ सिंबल है किसी समय k पर v i ऑफ k जोकि रिसीव एंटीना i पर नॉइज सैंपल है किसी समय k पर उदाहरण के लिए अब चलिए हम इसे देखते हैं 2 cross 2 सिस्टम के संदर्भ में तो अब हमारे पास y 1 ऑफ k रिसीव एंटीना 1 है और जो बराबर है h 1 1 टाइम x 1 k h 1 2 टाइम्स x 2 k v 1 k के और इसी तरह y 2 k बराबर होगा h 2 1 x 1 k h 2 2 x 2 k v 2 ऑफ k अब यह सब क्या है तो यह आपका y 1 ऑफ k सिंबॉल है रिसीव एंटीना 1 पर किसी समय k पर और आपका y 2 k सिंबल है रिसीव एंटीना 2 पर किसी समय k पर और इसी तरह से चलिए इसे फिर से देखते हैं x 1 k सिंबल है किसी समय k पर ट्रांसमिट एंटीना 1 के द्वारा ट्रांसमीट हुआ है और x 2 k ट्रांसमिट एंटीना Tx 2 के द्वारा किसी समय k पर ट्रांसमिट हुआ सिंबल है और इसी तरह आपका v 1 k और v 2 k अगर आप इन्हें देखें तो यह रिसीव एंटीना 1 और 2 पर नॉइज सैंपल है किस समय k पर तो यह क्या है यह रिसीव एंटीना 1 और 2 पर नॉइज सैंपल है किस समय k पर और इसलिए अब मैं क्या करने जा रहा हूं मैं इसे लिखता हूं यह 2 cross 2 इनपुट आउटपुट मॉडल है किसी 2 cross 2 MIMO सिस्टम के लिए वेक्टर नोटेशन है और आप में से लिख सकता हूं वेक्टर नोटेशन के द्वारा y 1 k जो बराबर है h 1 1 h 1 2 h 2 1 h 2 2 टाइम्स x 1 k x 2 k नॉइज वेक्टर v 1 k v 2 k जहां y 1 y 2 रिसीव वेक्टर है जोकि R cross 1 है और यहां पर R बराबर है 2 के इसलिए 2 cross 1 वेक्टर है यह आपका चैनल मैट्रिक्स है जो कि R cross T है इस जगह पर यह 2 cross 2 आपका ट्रांसमिट वेक्टर x bar है और यह ट्रांसमिट वेक्टर जोकि T cross 1 है और यहां पर 2 cross 1 है और यह आपका नॉइज वेक्टर v bar है और जो R cross 1 वेक्टर है तो अगर मैं इसे और साफ तौर पर लिखूं तो यह Y bar ऑफ k है जोकि आपके रिसीव वेक्टर h के बराबर है MIMO चैनल मैट्रिक्स होगा H टाइम x bar k v bar k तो Y bar k आपका रिसीव वेक्टर है जो R cross 1 है यह आपका MIMO चैनल मैट्रिक्स है जो R cross T है यह ट्रांसमीट वेक्टर है और जो कि T cross 1 है और यह नॉइज वेक्टर है और जो R cross 1 है किसी समय k पर V bar नॉइज वेक्टर है तो हमारे पास MIMO सिस्टम मॉडल है जिसमें Y bar k रिसीवड वेक्टर है किसी समय K पर रिसीव सिंबल का वेक्टर जो बराबर है h टाइम x bar k V bar k के तो यह R cross T MIMO चैनल मैट्रिक्स है जिसमें x bar k किसी समय K पर ट्रांसमिटेड सिंबल का वेक्टर है और V bar k किसी समय K पर नॉइज वेक्टर है T यह किसी एक सिंगल टाइम से संबंधित है अर्थात सिंबल वेक्टर का ट्रांसमिशन हमारे इस ऐस्टीमेशन के उदाहरण में पायलट सिंबल वेक्टर x bar k का ट्रांसमिशन और इससे संबंधित Y bar k का रिसेप्शन अब जब हमारे पास T ट्रांसमिट एंटीना है हम T सिंबल को ट्रांसमिट कर रहे हैं इसलिए x bar k इसमें T ट्रांसमिट सिंबल होंगे और इसीलिए यह एक T cross 1 वेक्टर या T डाइमेंशनल 1 वेक्टर है क्योंकि हमारे पास R रिसीव एंटीना है हम R आउटपुट सिंबल को रिसीव कर रहे हैं ठीक है इसलिए हमारा आउटपुट वेक्टर Y bar k एक R डाइमेंशनल वेक्टर है इसमें R आउटपुट सिंबल होते हैं इसलिए यह R cross T MIMO सिस्टम से संबंधित है अर्थात मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट क्योंकि हमारे पास मल्टीपल इनपुट जोकि T ट्रांसमिट एंटीना से भेजे गए हैं मल्टीपल आउटपुट जो R रिसीव एंटीना से रिसीव हुए हैं तो यह R cross T MIMO सिस्टम का मॉडल है और जो मूल रूप में R cross T MIMO चैनल मैट्रिक्स होता है और जिसमें ट्रांसमिट एंटीना और रिसीव एंटीना के बीच के चैनल कोएफिशिएंट होते हैं अब हम MIMO चैनल ऐस्टीमेशन में क्या करना चाहते हैं हम MIMO चैनल मैट्रिक्स को एस्टीमेट करना चाहते हैं इसलिए MIMO चैनल ऐस्टीमेशन की समस्या मुख्य रूप से चैनल मैट्रिक्स को एस्टीमेट करना है MIMO चैनल ऐस्टीमेशन की समस्या मुख्य रूप से चैनल मैट्रिक्स H को एस्टीमेट करना है और चैनल ऐस्टीमेशन की तरह जो हम पहले देख चुके हैं हम यहां पायलट सिंबल के ट्रांसमिशन का विचार कर रहे हैं हालांकि अब यहां MIMO चैनल ले रहे हैं तो हमें पायलट सिंबल वेक्टर को ट्रांसमिट करना होगा हम हर टाइम इंस्टंट पर T डाइमेंशनल वेक्टर को ट्रांसमिट कर रहे हैंऔर R डायमेंशन वेक्टर को रिसीव कर रहे हैं तो इस MIMO चैनल ऐस्टीमेशन के लिए हम T डायमेंशनल पायलट वेक्टर को ट्रांसमिट करेंगे और इसी से संबंधित R डाइमेंशनल पायलट आउटपुट वेक्टर जो है Y bar को रिसीव करेंगे ठीक है तो चलिए सबसे पहले पायलट को दर्शाते हैं मान लेते हैं कि हम N पायलट वेक्टर को ट्रांसमिट कर रहे हैं जब हम N पायलट वेक्टर के ट्रांसमिशन का विचार कर रहे हैं यह N पायलट वेक्टर दिए जाएंगे x bar 1 x bar 2 से लेकर x bar N तक यह सब क्या है यह आपके N पायलट वेक्टर हैं और इन N पायलट वेक्टर से संबंधित हमारे पास N आउटपुट वेक्टर होंगे प्रत्येक पायलट वेक्टर एक आउटपुट वेक्टर देगा तो इसे कह सकते हैं कि प्रत्येक पायलट वेक्टर हमें एक ऑब्जर्व ट्रैक्टर y bar देगा तो स्वाभाविक रूप से हम अब सिस्टम मॉडल को लिख सकते हैं y bar 1 बराबर होगा h टाइम x bar 1 v bar 1 Y bar 2 बराबर होगा h टाइम x bar 2 v bar 2 के और इसी तरह सारे आउटपुट वेक्टर और आखिर में y bar N बराबर होगा x bar N v bar N के इसलिए अब अगर मैं इन आउटपुट वेक्टर्स y bar 1 y bar 2 को देखूं अगर मैं इन्हें इकट्ठा करूं तो मैं मूल रूप में क्या कर रहा हूं मैं इन्हें रो वाइज रख रहा हूं y bar 1 y bar 2 से लेकर y bar N तक को तो हमें क्या मिला हमें एक R डाइमेंशनल वेक्टर मिलेगा जिसमें N वेक्टर होंगे तो यह एक R cross N मैट्रिक्स है ठीक और जो मूलतः बराबर है H टाइम cx abr 1 x bar 2 X bar N के और स्वाभाविक है कि यह एक मैट्रिक्स है प्रत्येक व्यक्ति यहां T डाइमेंशनल है और मेरे पास ऐसे N वेक्टर है और इसीलिए यह एक T cross N मैट्रिक्स है चलिए हम इसे X से दर्शाते हैं जो कि आपका पायलट मैट्रिक्स है और इसे Y से दर्शाते हैं जो रिसीवर वेक्टर मैट्रिक्स है और बेशक H आपका चैनल मैट्रिक्स है जो कि अभी भीR cross T मैट्रिक्स है और मेरे पास है नॉइज मैट्रिक्स जो v bar 1 v bar 2 v bar N है इसमें R N वेक्टर है और जो R डाइमेंशनल है जिसका मतलब R डाइमेंशनल वेक्टर N और यह R cross N मैट्रिक्स है और चलिए इसे कहते हैं V और इसलिए अब हम इन सभी को जोड़कर देखते हैं यहां N ट्रांसमिटेड पायलट वेक्टर हैं और अब हम इनसे संबंधित N आउटपुट वेक्टर जो रिसीव हुए हैं को देखते हैं यह y bar 1 y bar 2 Y bar N आउटपुट वेक्टर हैं जोकि N पायलट वेक्टर x bar 1 x bar 2 x bar N जो ट्रांसमिट हुए उनसे संबंधित है और अब मैं इस सिस्टम मॉडल को लिख सकता हूं Y बराबर है H X V के और इसलिए हमें यह पहले ही दिखा चुके हैं फिर से इसे लिखते हैं यह R cross N है यह R cross T है और यह T cross N जिसमें N पायलट वेक्टर हैं और जो कि आपका R cross N मैट्रिक्स है अब यह Y बिल्कुल वैसा ही सिस्टम मॉडल है जैसा कि हम मल्टी एंटीना चैनल ऐस्टीमेशन के लिए देख चुके फर्क सिर्फ इतना है पहले हमारे पास Y बराबर था XH के पर अब यहां हम कह रहे हैं कि Y बराबर है HX के जो कि एक मानक सूत्र है MIMO के लिए तो चलिए इसे सिर्फ उसी तरह लिखेंगे जो हम पहले से जानते हैं तो मैं यहां पर हर क्वालिटी का ट्रांसपोज ले रहा हूं तो मैं दोनों तरफ दाएं और बाएं ट्रांसपोज ले रहा हूं और फिर मैं लिख सकता हूं तो दोनों दाएं और बाएं तरफ ट्रांसपोज लेने पर हमारे पास होगा Y ट्रांसपोज बराबर X ट्रांसपोज H ट्रांसपोज V ट्रांसपोज यहां हम देख सकते हैं की Y बराबर है HX के और अब मैं चैनल ऐस्टीमेशन के लिए लीस्ट स्क्वेयर प्रॉब्लम को तैयार कर सकता हूं जोकि मल्टी टीना मामले की तरह ही है चैनल ऐस्टीमेशन के लिए लीस्ट स्क्वेयर प्रॉब्लम जोकि दी जाएगी Y ट्रांसपोज X ट्रांसपोज H ट्रांसपोज होल स्क्वायर तो यह है मेरी लीस्ट स्क्वेयर प्रॉब्लम चैनल ऐस्टीमेशन के और यहां पर छोड़कर यहां थोड़ा फर्क है यह एक मैट्रिक्स फ्रोबेनियस नॉर्म ऑफ मैट्रिक्स है क्योंकि हम मैट्रिक्स को लेकर चल रहे हैं हमें फ्रोबेनियस नॉर्म ऑफ मैट्रिक्स का विचार करना पड़ेगा इसे हम एक लीस्ट स्क्वेयर प्रॉब्लम की तरह बना सकते हैं और जिसका हल एक सुडो इन्वर्स ऑफ X ट्रांसपोज टाइम Y से दिया जा सकता है तो इससे संबंधित लीस्ट स्क्वेयर एस्टीमेट ऑफ H ट्रांसपोज याद है हमने प्रॉब्लम को तैयार कर लिया है ट्रांसपोज के रूप में जोकि सुडो इन्वर्स ऑफ X ट्रांसपोज है जोकि मूलतः X ट्रांसपोज ट्रांसपोज टाइम X ट्रांसपोज इन्वर्स हैX ट्रांसपोज ट्रांसपोज टाइम आपका ट्रांसपोज है और जो बराबर होता है X X ट्रांसपोज इन्वर्स X टाइम Y ट्रांसपोज के और जो कि MIMO चैनल मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का एस्टीमेट है इसलिए अब चाहिए इसकाट्रांसपोज लेते हैं तो एस्टीमेट होगा H hat और वह बराबर होगा ट्रांसपोज के एस्टीमेट के और जो कि मूलतः X X ट्रांसपोज इन्वर्स में Y X ट्रांसपोज है और जो आपका MIMO चैनल एस्टीमेट है यह लीस्ट स्क्वेयर MIMO चैनल एस्टीमेट है हमने अभी क्या दिखाया जब आप सारे रिसीवर वेक्टर्स को इकट्ठा करके देखते हैं रिसीव पायलट वेक्टर y bar 1 y bar 2 y bar n को एक मैट्रिक्स Y जोकि R cross N मैट्रिक्स है और इन से संबंधित ट्रांसमिटेड पायलट वेक्टर x bar 1 xbar 2 x bar N को भी एक मैट्रिक्स X एक जोकि T cross N मैट्रिक्स है की तरह रखते हैं तब MIMO चैनल मैट्रिक्स का लीस्ट स्क्वेयर एस्टीमेट निर्भर करेगा लीस्ट स्क्वेयर नॉर्म पर या यहां इस उदाहरण में निर्भर करेगा लीस्ट स्क्वेयर ऑफ एरर्स जोकि दिया जाएगा Y टाइम X ट्रांसपोज टाइम्स X X ट्रांसपोज इन्वर्स है ठीक है तो यह MIMO चैनल मैट्रिक्स का लीस्ट स्क्वेयर एस्टीमेट है तो चलिए इसे फिर से दोबारा देख लेते हैं इसे लिख लेते हैं H hat बराबर है लीस्ट स्क्वेयर एस्टीमेट के या कह सकते हैं MIMO चैनल मैट्रिक्स के लीस्ट स्क्वेयर एस्टीमेट के मेरे पास है Y और जो बराबर है Y bar 1 y bar 2 से लेकर y bar N तक के यह एक R cross N मैट्रिक्स है और मेरे पास X है जो कि पायलट वेक्टर x bar 1 x bar2 से लेकर x bar N तक का मैट्रिक्स है तो H hat जोकि लीस्ट स्क्वेयर एस्टीमेट या मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टीमेट है और इसलिए यह बराबर Y X ट्रांसपोज टाइम X X ट्रांसपोज इन्वर्स के यह MIMO चैनल मैट्रिक्स का एस्टीमेट है तो अभी तक हमने क्या किया हमने इस अध्याय में कुछ बहुत हीमहत्वपूर्ण पाया है हमने कहां से शुरू किया था हमने एक मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट वायरलेस चैनल का विचार किया याद कीजिए हमने एक सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट वायरलेस चैनल से शुरुआत की थी और यह पहला उदाहरण था जिसमें हमने एक सिंगल ट्रांसमिट एंटीना का विचार किया था और साथ ही एक सिंगल रिसीव एंटीना धीरे धीरे करके हमने इसे बढ़ाया और इसे मल्टी एंटीना कम्युनिकेशन सिस्टम तक लाया और अब हमारे पास मल्टीपल ट्रांसलेट एंटीना है और हमने एक डाउन लिंक ट्रांसमिशन परिदृश्य का विचार किया जहां बेस स्टेशन पर मल्टीपल एंटीना और मोबाइल पर एक सिंगल रिसीव एंटीना होगा इसे हमने मल्टी एंटीना चैनल का नाम दिया हमने इसे और आगे बढ़ाकर एक मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट परिदृश्य में तब्दील कर दिया जहां पर मल्टीपल इनपुट्स या कहें ट्रांसमीटर पर मल्टीपल ट्रांसमिट एंटीना है और साथ ही साथ मल्टीपल आउटपुट या रिसीवर पर मल्टीपल रिसीव एंटीना है हमने MIMO वायरलेस सिस्टम के लिए सिस्टम मॉडल को तैयार कर लिया जोकि चैनल मैट्रिक्स H है और अभी हमने MIMO चैनल मैट्रिक्स H की लिस्ट स्क्वेयर या मैक्सिमम लाइक्लीहुड ऐस्टीमेट को निकाल लिया है और जो कि निर्भर करता है N पायलट वेक्टर x bar 1 x bar 2 xb ar N के ट्रांसमिशन पर और रिसीवर वेक्टर y bar 1 y bar 2 y bar N के रिसेप्शन पर अगर रिसीवर मैट्रिक्स को Y से दर्शाया जाए और ट्रांसमिटेड पायलट मैट्रिक्स कोX से तो हमने MIMO चैनल मैट्रिक्स के एस्टीमेट H hat को निकाल लिया है और जो कि दिया जाएगा Y X ट्रांसपोज टाइम X X ट्रांसपोज इन्वर्स के द्वारा और अगले अध्याय में हम एक और सरल उदाहरण को देखेंगे ताकि इन सिद्धांतों को और अच्छे से समझा जा सके ठीक है तो हम यह अध्याय यहीं समाप्त करते हैं बाकी का देखेंगे आगे आने वाले अध्यायों में धन्यवाद